नमस्कार तो पिछली कक्षा में हम स्टेट डायग्राम के बारे में चर्चा कर रहे थे आज हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के विषय पर चर्चा करेंगे तो चलिए आज के सत्र की चर्चा शुरू करते हैं तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स में जाने से पहले हम पहले यह समझते हैं की स्टेट डायग्राम से स्टेट एवं आउटपुट के समीकरण कैसे बनाएंगे अब आपको शायद पता होगा कि स्टेट समीकरण तथा आउटपुट समीकरण को सीधे प्राप्त किया जा सकता है तो स्टेट डायग्राम स्टेट समीकरण तथा आउटपुट समीकरण की मदद से हम जानते हैं हमने पिछले व्याख्यान में चर्चा की है तो आज हम देखेंगे की स्टेट डायग्राम की मदद से स्टेट समीकरण तथा आउटपुट समीकरण कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं इसके लिए हम सिग्नल फ्लो ग्राफ के गेन के सूत्र का उपयोग करेंगे और स्टेट तथा आउटपुट समीकरणों को ज्ञात करेंगे तो स्टेट समीकरण क्या है चलो हमने पिछले व्याख्यान में जो भी सीखा उसे पुनः याद करते हैं तो स्टेट समीकरण है तब आउटपुट समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है अब एक स्टेट वेरिएबल है इनपुट है आउटपुट है तथा और अचार गुणांक हैं तो इस तरह से आप स्टेट तथा आउटपुट समीकरण को परिभाषित हैं अब हम स्टेट डायग्राम से स्टेट तथा आउटपुट समीकरणों को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करने की कोशिश करते हैं तो आप देख चुके हैं कि स्टेट डायग्राम में गेन्स के साथ साथ प्रारंभिक अवस्थाएं एवं समाकलन शाखाएं भी हैं जिन्हें हम एक नोड से दूसरे अन्य नोड तक जोड़ते हैं तो हम जबभी स्टेट डायग्राम से स्टेट और आउटपुट समीकरण ज्ञात करेंगे हम सबसे पहले प्रारंभिक अवस्था को मिटा देंगे जैसे हम कहें की t समय 0 शून्य के बराबर है या शायद अन्य कोई समय माना प्रारंभिक अवस्थाएं क्या हैं हम स्टेट डायग्राम से उन प्रारंभिक अवस्थाओं को हटा देंगे और समाकलन शाखाएं जिनका गेन है उन्हें भी हम स्टेट डायग्राम से हटा देंगे हम इन्हें क्यूँ हटा रहे हैं क्योंकि स्टेट एवं आउटपुट समीकरणों में लाप्लास ऑपरेटर s और प्रारंभिक अवस्थाएं नहीं होते तो इसी इसी वजह से हम अपने स्टेट डायग्राम से इन दोनों अवयवों को हटा देते हैं अब स्टेट समीकरण लिए हम वह नोड्स देखेंगे जो स्टेट वेरिएबल्स के डेरिवेटिव्स को आउटपुट नोड्स की तरह दर्शाते हैं और यह स्टेट समीकरण का बायां भाग हो जाएगा और इसके बाद आउटपुट को भी पहचान लिया जाएगा हम आउटपुट समीकरण में को दर्शाएंगे जो की स्टेट डायग्राम में सहजतः एक आउटपुट नोड वेरिएबल है अब इसके बाद हम स्टेट डायग्राम में स्टेट वेरिएबल्स और इनपुट्स की इनपुट वेरिएबल के रूप में पहचान करेंगे और ये वेरिएबल्स स्टेट तथा आउटपुट दोनों समीकरणों के दाएं भाग में मिलते हैं और फिर अंततः हम सिग्नल फ्लो ग्राफ का गेन सूत्र स्टेट डायग्राम पर लगाएंगे चलिये एक उदाहरण लेते हैं ताकि हम समझ सकें कि स्टेट डायग्राम से स्टेट और आउटपुट समीकरण कैसे बना सकते हैं चलो देखते हैं यह स्टेट डायग्राम है जहां से हम प्रारंभिक अवस्थाओं के साथ साथ जो कि इंटेग्रटोर भाग है दोनों को ही हटा चुके हैं तो हमारे पास केवल गेन्स और स्टेट्स ही शेष हैं तो अगर हम यहाँ देखें इनपुट है यह स्टेट में जा रहा है जिसे हम मान लेते हैं जो स्टेट डायग्राम में दिया गया है से जुड़ा है तो हम यहाँ से सीधे सीधे कह सकते हैं कि तो यह आपको आउटपुट समीकरण प्राप्त हो जाएगा अब हम स्टेट स्टेट समीकरण निकालने की कोशिश करेंगे तो जब आप इस नोड को देखते हैं एक समीकरण हमें प्राप्त होगा अगले नोड पर हमारे पास है आउटपुट समीकरण हम पहले ही देख चुके हैं जो है तो इस प्रकार से आप स्टेट एवं आउटपुट समीकरण का संयोजन करेंगे चलिए अब हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के विषय पर बात करते हैं स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या है तो पिछली स्लाइड में यहाँ हम देख चुके हैं कि एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के स्टेट समीकरणों को इस तरह से व्यक्त किया जाता है अब अगला चरण इन समीकरणों का हल ज्ञात करना है चलो हम मान लेते हैं कि वहां एक प्रारंभिक स्टेट वेक्टर है इनपुट वेक्टर है के लिए अब अगर आप इस समीकरण को देखते हैं ऊपर दिए गए समीकरण का दायां भाग स्टेट समीकरण का समरूप हिस्सा कहलाता है और अगला पद एक फोर्सिंग फलन है अब अगर आप कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि तो हमें एक समरूप समीकरण प्राप्त होगा तो समरूप समीकरण कुछ नहीं बस है अब हम मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है जो एक मैट्रिक्स है और ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स को दर्शाती है अगर यह एक स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है तो उस स्थिति में उसे निम्न समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए जो है अब अगर पर प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है तब को भी मैट्रिक्स समीकरण द्वारा परिभाषित किया गया है और आप लिख सकते हैं तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कुछ नहीं बल्कि वह मैट्रिक्स है जो समय पर किसी भी स्टेट का समय t की किसी भी स्टेट के बीच में सह सम्बन्ध स्थापित करती है तो यह समीकरण जो आपको प्राप्त हुआ है समरूप स्टेट समीकरण का हल है अब हमें का मान ज्ञात करना है अन्य प्राचलों के सन्दर्भ में जो हमारे पास हैं जैसे कि A B and x तो हम क्या करेंगे का मान जो समरूप समीकरण हमारे पास है जो है इस समीकरण के दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर ज्ञात किया जा सकता है तो जब आप दोनों तरफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं आप क्या लिख सकते हैं इस तरफ से आप लिख सकते हैं अब अगर आप पदों को पुनः जमाएंगे तो आप आसानी से लिख सकते हैं तो आपको का यह मान प्राप्त होता है अब अगर आप देखते हैं हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले रहे हैं जो है तो एक महत्वपूर्ण गुण जो हमें यहाँ मानना ही होगा की मैट्रिक्स व्युत्क्रमणीय है मतलब इस विशेष मैट्रिक्स का डेटर्मिनेन्ट 0 के बराबर नहीं है अब हम दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं अब आप इसकी तुलना हमारे पहले समीकरण से कर सकते हैं जो हमने स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के रूप में ज्ञात किया था जो यह है कि किसी भी समय t पर अवस्था x प्रारंभिक अवस्था से संबंधित होती है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स की सहायता द्वारा तो जब आप उन दोनों की तुलना करेंगे आपको स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मान प्राप्त हो जाएगा अब स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का का क्या महत्व है चूँकि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स समरूप स्टेट समीकरण को संतुष्ट करती है यह तंत्र के स्वतंत्र अनुक्रिया को प्रदर्शित करता है स्वतंत्र अनुक्रिया का मतलब है वह अनुक्रिया जो प्रारंभिक अवस्थाओं द्वारा उत्तेजित हो बशर्ते फोर्सिंग फंक्शन हो अब पिछले समीकरण को देखते हुए जो हमने पिछली स्लाइड में देखा है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स केवल मैट्रिक्स A पर निर्भर करती है तो अगर आप इसे देखते हैं कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स केवल मैट्रिक्स A पर ही निर्भर कर कर रही है इसी वजह से इसे कभी कभी स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स A के रूप में भी उल्लेख किया जाता है अब जैसा नाम से पता चलता है आप स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक को देखते हैं तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक प्रारंभिक समय t बराबर 0 से किसी भी समय t पर अवस्था जब सारे इनपुट्स शून्य हों को पूर्णतः परिभाषित करता है तो यह स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स एक बेहद महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि इसकी सहायता से हम पूर्ण रूप से x का मान किसी भी समय t पर ज्ञात कर सकते हैं जब प्रारंभिक अवस्था मतलब किसी भी समय t पर अवस्था 0 के बराबर हो अब चलिए हम स्टेट ट्रांजीशन समीकरण के बारे में बात करते हैं तो स्टेट ट्रांजीशन समीकरण को एक रेखीय समरूप स्टेट समीकरण के हल के रूप में परिभषित किया जाता है तो हमारे पास एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट समीकरण है जो है हमारे पास यह स्टेट समीकरण है अब ऊपर दिए गए समीकरण को या तो लीनियर डिफरेंशियल समीकरण हल करने के प्रतिष्ठित तरीके से हल किया जा सकता है या फिर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं तो अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करते हैं ऊपर दिए गए समीकरण को आप लाप्लास डोमेन में इस प्रकार लिख सकते हैं तो पर मूल्यांकित इनिशियल स्टेट वेक्टर को दर्शाता है अब अगर आप को इस समीकरण में हल करते हैं आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा अब आप इस समीकरण की सहायता से इसके दोनों तरफ़ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर स्टेट ट्रांजीशन समीकरण प्राप्त कर सकते हैं तो अब यहाँ पर आपको ये मान प्राप्त होगा तो यह पद आपको जो हमने समरूप आउटपुट तंत्र की समरूप अनुक्रिया के सन्दर्भ में देखा था उसके अतिरिक्त प्राप्त हुआ है क्यूंकि अब आपने तंत्र में फोर्सिंग फंक्शन को जोड़ दिया है तो अब आप क्या लिख सकते हैं आपको यह पद प्राप्त होता है जो कुछ नहीं बल्कि स्टेट ट्रांजीशन मैट्रिक्स है और फिर आपको समय t बराबर 0 पर x प्राप्त होता है तो आपको के साथ में इस अवयव का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी प्राप्त होता है तो हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मूल प्रमेय का उपयोग करेंगे आप इसे इस प्रकार लिख सकते हैं तो जब आपके तंत्र में फोर्सिंग फंक्शन रहेगा तब आपको यह स्टेट ट्रांजिशन समीकरण मतलब आउटपुट प्राप्त होगा अब हम यह परिभाषित कर चुके हैं जब प्रारंभिक समय को समय t बराबर 0 पर परिभाषित किया अब अगर प्रारंभिक समय को अगर कोई अन्य समय कहें तो उसके अनुरूप प्रारंभिक अवस्था x हो जाएगी और हम मान लेते हैं कि यहाँ एक इनपुट है जिसे किसी भी समय t पर लागू किया गया है जो 0 से बड़ा है तो अगर पिछले समीकरण में आप रखकर हल करते हैं आपको यह प्राप्त होगा अब एक बार स्टेट ट्रांजिशन समीकरण जब निर्धारित हो जाए तो आप का मान आउटपुट समीकरण में रख कर आउटपुट वेक्टर को प्रारंभिक अवस्था और इनपुट वेक्टर के फलन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो आउटपुट समीकरण क्या है हमारे पास आउटपुट समीकरण इस प्रकार है जो आउटपुट आपको प्राप्त होगा वह है So this is what we get the output equation for the system where the input is available तो हमें यह आउटपुट समीकरण प्राप्त होगा उस तंत्र के लिए जिसमें इनपुट मौजूद है अब चलिए एक उदाहरण लेते हैं और पहले स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालने की कोशिश करते हैं तो हम एक स्टेट समीकरण को लेते हैं जो इस प्रकार है तो जब आप इसकी तुलना करते हैं आपको प्राप्त होगा तो अब हमें गुणांक मैट्रिक्स प्राप्त हुई है प्रश्न में यह दिया है कि के लिए इसी कारण से यह 1 है तो अब पहले हमें स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालना है तो स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स क्या होगी सबसे पहले हमें का मान ज्ञात करने की कोशिश करना चाहिए तो मैट्रिक्स का इन्वर्स है - अब आप इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले कर स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स ज्ञात कर सकते हैं तो जब आप इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं आपको प्राप्त होगा तो यह आप आसानी से मैट्रिक्स का इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर प्राप्त कर सकते हैं अब के लिए स्टेट ट्रांजिशन समीकरण है अब के लिए स्टेट ट्रांजिशन समीकरण का मान प्राप्त कर सकते है आपने का मान ज्ञात कर लिया है और प्रश्न में ही दिए गए हैं

तो यह स्टेट ट्रांजिशन समीकरण है जो किसी भी 0 से बड़े समय t के लिए आपको प्राप्त होगा अब चलिए हम स्टेट समीकरणों एवं उच्च कोटि के डिफरेंशियल समीकरणों में सम्बन्ध देखते हैं तो चलिए हम एक डिफरेंशियल समीकरण को समझते हैं तो जो समीकरण है आपके पास ये तीसरी कोटि का है तो यह एक उच्च कोटि का डिफरेंशियल समीकरण दिया गया है हमें इसे स्टेट समीकरणों में परिवर्तित करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए हमें समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करना होगा उच्चतम कोटि के डेरिवेटिव पद को शेष पदों से अलग व्यवस्थित करके तो अगर आप इसे बायीं तरफ ले जाते हैं तो यह बन जाएगा अब हम स्टेट वेरिएबल्स को परिभाषित करते हैं तो फिर स्टेट समीकरणों को वेक्टर मैट्रिक्स समीकरण से इस प्रकार दर्शाया जाता है अब A का मान क्या है अगर आप इन तीनों समीकरणों को देखते हैं जो अपने प्राप्त किये हैं तो आप आसानी से A और B का मान इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं आउटपुट समीकरण है तो इसी के साथ हम अपनी आज की चर्चा समाप्त कर सकते हैं जिसमें हमने स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स के साथ साथ ट्रांजीशन समीकरण के विषय में चर्चा की धन्यवाद